छात्रों का स्वागत है इसलिए पिछली कक्षा में हम पी वी PV अनुपात प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेश्यो के बारे में बात कर रहे हैं मैंने आपके साथ विभिन्न सूत्रों या तरीकों पर चर्चा की हम पी वी PV अनुपात की गणना कैसे कर सकते हैं लेकिन पहले अब हम यह समझते हैं कि पी वी PV अनुपात का क्या अर्थ है पी वी PV अनुपात मूल रूप से प्रॉफिट टू वॉल्यूम रेश्यो है देखें यह एक बड़े विस्तार के लिए उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है यदि हम उच्च मात्रा उत्पादन की बढ़ी हुई मात्रा के लिए जाते हैं तो प्रति यूनिट उत्पादन की लागत कम हो जाती है और यदि यह उत्पादन की कम मात्रा है तो प्रति यूनिट उत्पादन की लागत बढ़ जाती है ठीक है इसलिए अगर वॉल्यूम के लिए लाभ यह है कि यह वॉल्यूम के लिए लाभ के बीच एक संबंध है तो क्या उत्पादन के वॉल्यूम में वृद्धि करने से लाभ में वृद्धि संभव है या अगर यह संभव नहीं है तो हम अन्य निर्णय लेंगे यदि उत्पादन बढ़ाकर वॉल्यूम बढ़ाना संभव है उदाहरण के लिए हम तीन उत्पादों ए बी और सी का निर्माण कर रहे हैं और आप तीन उत्पादों के पी वी अनुपात की गणना करते हैं और तीन में से एक आपको सबसे अधिक पी वी अनुपात देता है उदाहरण के लिए हम 33 प्रतिशत लेते हैं इसका मतलब है कि इस मामले में प्रॉफ़िट टू वॉल्यूम संबंध के लिए बहुत अधिक है और लाभ की क्षमता 33 प्रतिशत तक है यदि आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं तो ऐसा क्यों हुआ मैंने आपको पूर्व में भी कई बार बताया था कि हमारे पास दो लागतें हैं जो हम विक्रय मूल्य से घटाते हैं एक है परिवर्तनीय लागत दूसरी निश्चित लागत है प्रति इकाई सही परिवर्तनीय लागत का कुल लागत के साथ सीधा संबंध है या शायद कहते हैं कि कुल परिवर्तनीय लागत या उत्पादन लागत क्या है यदि उत्पादन बढ़ रहा है तो परिवर्तनीय लागत भी बढ़ जाती है प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत भी बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि कुल लागत भी बढ़ती है और प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत भी बढ़ जाती है क्योंकि यदि आप 10 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तो सामग्री की आवश्यकता 10 इकाइयों के अनुसार होगी यदि आप एक हजार इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं तो सामग्री की आवश्यकता हजार इकाइयाँ के अनुसार होगी इसलिए यदि आप उत्पादन बढ़ाते हैं तो आपकी सामग्री की आवश्यकता आनुपातिक रूप से बढ़ रही है लेकिन प्रति यूनिट लागत यह है की निश्चित लागत के मामले में यह वॉल्यूम के साथ एक विपरीत संबंध है तो क्या होता है जब आप उत्पादन या उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं आपकी परिवर्तनीय लागत का अर्थ है कि कुल उत्पादन कुल लागत के साथ लगातार बढ़ता जाता है लेकिन निश्चित लागत विपरीत व्यवहार करना शुरू कर देती है क्योंकि मात्रा प्रति यूनिट निश्चित लागत में कमी आती है प्रति इकाई निश्चित लागत कम होती है और कुल लागत तब होती है जब आप उत्पादन की मात्रा में वृद्धि केवल एक घटक के अनुपात में बढ़ जाती है लेकिन अन्य घटक घटने लगते हैं और कुल लागत कम होने लगती है जब कुल लागत उत्पादन की एक निश्चित मात्रा से कम होने लगती है तो आपकी कुल लागत में कमी आने लगती है जब आप इसे बढ़ाते हैं और एक बिंदु जहां आप सभी निश्चित लागत पहले से ही मिलते हैं तो यदि आप उत्पादन के लिए जाते हैं तो आप परिवर्तनीय लागत को पूरा कर रहे हैं जबकि आपको कुल बिक्री मूल्य मिल रहा है तो उस स्थिति में क्या हो रहा है विक्रय मूल्य में से परिवर्तनीय लागत घटाते है क्योंकि निश्चित लागत पहले ही मिल चुकी है इसलिए यह अनुपात हमें लाभ के बीच के उत्पादन मात्रा के संबंध का पता लगाने में मदद करता है कि कोई भी उत्पाद यदि आप उस उत्पाद या बिक्री को विज्ञापन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से मजबूत करते हैं तो लाभ बढ़ाना संभव है या नहीं और यह प्रॉफिट टू वॉल्यूम अनुपात पर निर्भर करता है जिसका अर्थ है कि यह इंगित करता है कि यदि आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं तो लाभ बढ़ने की कोई संभावना है या नहीं इसलिए हम इस P V अनुपात की गणना इस तीन तरीकों से जो कि कंट्रीब्यूशन बटा बिक्री है से कर रहे हैं अन्य दो विधियां केवल उस कंट्रीब्यूशन की परिभाषाएं हैं जो मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया था तो C की गणना निश्चित व्यय और लाभ के रूप में की जा सकती है C की गणना बिक्री में से परिवर्तनीय लागत घटाकर करते है और सभी में बिक्री भाजक के रूप में सामान है और यदि इन तीनों में से कोई भी चीज हमें नहीं दी जाती है तो आप चौथे सूत्र का उपयोग कर सकते हैं यदि आपको दो अवधियों के लिए कंट्रीब्यूशन या लाभ की जानकारी और दो अवधियों की बिक्री के बारे में जानकारी दी जाती है अब एक दिलचस्प सवाल जो यहाँ आता है वह यह है कि हम किसी भी कंपनी के किसी भी उत्पाद के P V अनुपात को कैसे सुधार सकते हैं ठीक है हम किसी कंपनी के P V अनुपात में सुधार कैसे कर सकते हैं यदि वे एकल उत्पाद या उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं यदि कंपनी कई उत्पादों का निर्माण कर रही है वे अलग अलग हैं पहली सरल विधि है आप विक्रय मूल्य में वृद्धि करते हैं यदि आप बाजार में प्रतिस्पर्धी स्थिति में हैं तो हम विक्रय मूल्य में वृद्धि कर सकते हैं और आपकी लागत समान बनी हुई है क्योंकि आपकी परिवर्तनीय लागत में वृद्धि होगी निश्चित लागत उलटा व्यवहार करना शुरू करेगी जिससे आपका लाभ होने लगेगा तो जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता जाता है आपका लाभ बढ़ता जाता है लेकिन अगर आपका मतलब बाजार में उत्पादन की एक निश्चित मात्रा में बिक्री करना है तो बाजार में उत्पादन की मात्रा बढ़े हुए मूल्य पर होती है तो क्या होगा आपका वैरिएबल और एक ही शेष लागत बिक्री मूल्य में वृद्धि हुई है इसलिए वॉल्यूम अनुपात में लाभ में सुधार होगा यह इस अनुपात में सुधार का एक तरीका है दूसरी बात यह है कि परिवर्तनीय लागत को कम करके क्योंकि आप निश्चित लागत को बदल नहीं सकते हैं निर्धारित लागत एक संक लागत है आप इसे बदल नहीं सकते हैं यदि आप किसी उत्पाद की मात्रा क्षमता के लिए लाभ बढ़ाना चाहते हैं तो आप परिवर्तनीय लागत पर एक जांच रख सकते हैं और वहां आपको आदमी सामग्री और मशीन पर एक चेक लागू करना होगा अगर हम जिस लागत को नियंत्रित करने में सक्षम हैं वह सब कुछ है इसलिए हम मानक लागत के लिए जाते हैं ताकि हम यह पता लगाने में सक्षम हों कि अपेक्षित लागत क्या है सामग्री श्रम की अपेक्षित लागत क्या है अन्य ओवरहेड्स की अपेक्षित लागत क्या है इसलिए लागत का एक घटक जो परिवर्तनशील है वह आनुपातिक रूप से ऊपर जाएगा लेकिन इसे नियंत्रित भी किया जा सकता है उदाहरण के लिए हम अपने उत्पादों की कच्ची सामग्री खरीद रहे हैं जिसे हम फिनिश उत्पाद के लिए उपयोग कर रहे हैं यह स्थानीय बाजारों से उच्च मूल्यों पर उपलब्ध है जो स्थानीय बाजारों में महंगा है इसलिए इसे अपनी जगह से क्यों न खरीदें जहां यह कम कीमत पर आसानी से उपलब्ध है और हम थोक में खरीद सकते हैं इसी तरह जब आपके पास श्रम होता है तो आप स्थानीय स्तर पर उपलब्ध श्रम को काम पर रख रहे होते हैं जो शायद कभी कभी महँगा श्रम होता है लेकिन यदि आप श्रम को कुछ अन्य राज्यों या देश के कुछ अन्य हिस्सों से लाते हैं तो आप कम मूल्य पर दीर्घकालिक अवधि में काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं तो हम परिवर्तनीय लागत को नियंत्रित कर सकते हैं और कुशलतापूर्वक उस आदमी सामग्री और मशीनों का उपयोग करके आप परिवर्तनीय लागत को नियंत्रित कर सकते हैं तीसरा विकल्प कम लाभदायक उत्पादों से अधिक लाभदायक उत्पादों में शिफ्ट करने और उच्च पी वी अनुपात दिखाने वाले उत्पादों की ओर बढ़ने से हो सकता है इसलिए हमें अपनी सभी उत्पाद लाइन का मूल्यांकन करना चाहिए मूल्यांकन करते रहना चाहिए उन विभिन्न उत्पादों और उन उत्पादों की लाभ क्षमता का पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए जो आपको अधिक मात्रा में आय या वॉल्यूम के लिए लाभ देने की क्षमता रखते हैं हम उनके लिए जाना चाहिए इसलिए या तो बिक्री मूल्य में वृद्धि करके या परिवर्तनीय लागत को कम करके या कम लाभदायक उत्पादों से अधिक लाभदायक उत्पादों में स्थानांतरित करके आप पी वी अनुपात में सुधार कर सकते हैं लेकिन इस अनुपात की गणना करने से आपको लाभ क्षमता का पता चलता है जो कि है विभिन्न उत्पाद और जिस उत्पाद का पी वी अनुपात अधिक है उस उत्पाद का सुदृढ़ीकरण समर्थन और अधिकतम उत्पादन किया जाना चाहिए और जिस उत्पाद का कम पी वी अनुपात है उस कुल क्षमता उपयोग के बाद किया जाना चाहिए उस उत्पाद के संबंध में जिसका उच्चतम पी वी अनुपात पूरी तरह से समाप्त हो गया है अब हम कुछ अन्य अवधारणाओं के बारे में जानेंगे और इन अवधारणाओं का संबंध केवल P V अनुपात से है और ये अवधारणाएँ P V अनुपात के उपयोग हैं आप इसे P V अनुपात के उपयोग के रूप में कह सकते हैं जहां P V अनुपात सहायक है यह केवल इतना है कि आप सरल पी वी अनुपात की गणना कर सकते हैं और इससे आपको फर्म की लाभ क्षमता का पता चल जाएगा पी वी अनुपात कई कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बहुत सहायक है उदाहरण के लिए पी वी अनुपात ब्रेक ईवन पॉइंट की गणना करने में बहुत सहायक है मैं आपके साथ ब्रेक ईवन पॉइंट की अवधारणा पर बाद में चर्चा करुंगा इसके बाद लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा ब्रेक ईवन के लिए एक बिंदु फर्म जहां उत्पादन की उनकी कुल लागत मूल रूप से कुल बिक्री के बराबर है यह मूल रूप से बिना किसी लाभ या नुकसान का एक बिंदु है अब ब्रेक ईवन बिंदु की गणना कैसे करें अलग अलग तरीके और पैरामीटर क्या हैं इसे ग्राफ़िकल रूप से कैसे दिखाना है इन सभी चीजों के बारे में मैं आपके साथ बाद के भाग में चर्चा करुंगा लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट्स यदि आप ब्रेक इवन की गणना करना चाहते हैं ब्रेक ईवन बिंदु की गणना करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है और यदि आप पी वी अनुपात की गणना कर सकते हैं तो आप ब्रेक ईवन बिंदु की गणना के लिए पी वी अनुपात का उपयोग कर सकते हैं और इसका सूत्र निश्चित लागत बटा पी वी अनुपात है यदि आपके पास यह दो जानकारी है यदि आपके पास निर्धारित लागत और पी वी अनुपात के संबंध में जानकारी है जिसकी गणना हम पहले ही कर चुके हैं तो आप आसानी से ब्रेक ईवन बिंदु की गणना कर सकते हैं तब पी वी अनुपात का दूसरा उपयोग लाभ की वांछित मात्रा अर्जित करने के लिए बिक्री का मूल्य है लाभ की एक वांछित राशि अर्जित करने के लिए हमें कितनी बिक्री करनी है पी वी अनुपात आपकी मदद कर सकता है इसका मतलब यह भी है कि हर बार आपको शुरुआत से प्रत्येक और हर चीज की गणना करने की आवश्यकता नहीं है आप पहले पी वी अनुपात की गणना करते हैं और विभिन्न प्रबंधन निर्णय लेने के लिए और वांछित लाभ की राशि के लिए इस पी वी अनुपात का उपयोग करते हैं हमें कितनी बिक्री करनी है या हमें उस प्रश्न का उत्तर P V अनुपात की सहायता से देना होगा ताकि बिक्री की मात्रा की गणना की जा सके बिक्री की राशि की गणना पी वी अनुपात की मदद से की जा सकती है इसलिए यह लाभ की एक वांछित राशि अर्जित करने के लिए बिक्री की राशि है यह निश्चित लागत प्लस वांछित लाभ डीपी होगा और फिर से पी वी अनुपात से विभाजित होगा क्योंकि यदि आप केवल निश्चित लागत की वसूली कर रहे हैं या पी वी अनुपात के साथ निर्धारित लागत को विभाजित कर रहे हैं तो आप बिना किसी लाभ हानि की स्थिति के लाभ कमाते हैं लेकिन अगर आप लाभ की एक वांछित राशि भी अर्जित करना चाहते हैं तो हमें तीसरे चरण तक जाना होगा सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन की गणना करेंगे और फिर उनके कंट्रीब्यूशन से हम निर्धारित लागत को घटाएंगे और फिर निर्धारित लागत को कंट्रीब्यूशन से घटाकर हम लाभ की वांछित राशि प्राप्त करेंगे तो हमें दो चीजों को पुनर्प्राप्त करना होगा हमें निश्चित लागत भी वसूल करनी होगी हमें वांछित लाभ भी अर्जित करना होगा और इन दोनों को P V अनुपात से आसानी से विभाजित किया जा सकता है इसलिए यदि आप ऐसा करने में सक्षम हैं लाभ की वांछित राशि प्राप्त करने के लिए बिक्री की वांछित राशि लाभ की वांछित राशि जानने के लिए पी वी अनुपात का उपयोग करें तीसरा यहां एक परिवर्तनीय लागत है हम P V अनुपात की मदद से आसानी से परिवर्तनीय लागत की गणना कर सकते हैं और यहाँ यह सूत्र है कि बिक्री गुणे 1 minus P V अनुपात है आप परिवर्तनीय लागत की गणना के लिए इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं कुछ समय में यह संभव हो सकता है कि आपको समस्या में सीधे परिवर्तनीय लागत नहीं दी जाती है लेकिन आप इसकी गणना कर सकते हैं आपको कंट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी दी जाती है आपको बिक्री के बारे में जानकारी दी जाती है लेकिन आपको परिवर्तनीय लागत इसकी जानकारी नहीं दी जाती है यदि आप इस फ़ॉर्मूले की मदद से परिवर्तनीय लागत की गणना करना चाहते हैं तो आप परिवर्तनीय लागत की गणना भी कर सकते हैं जहां P V अनुपात बहुत बहुत उपयोगी है चौथी बात यह है कि लाभ की गणना के लिए लाभ की गणना के लिए पी वी अनुपात बहुत बहुत उपयोगी है तो हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं यह बिक्री गुने P V अनुपात में से निश्चित लागत घटाकर प्राप्त होता है आप इस फ़ॉर्मूले की मदद से या इस मॉडल की मदद से सीधे लाभ की गणना कर सकते हैं और फिर अगली बात है नंबर पांच का उपयोग आप निर्धारित लागत की गणना भी कर सकते हैं आप इस P V अनुपात की सहायता से निर्धारित लागत की भी गणना कर सकते हैं तो निर्धारित लागत की गणना की जा सकती है अर्थात बिक्री गुने पी वी अनुपात में से लाभ घटाते है तो यह समीकरण नंबर चार में शामिल विभिन्न घटकों की अदला बदली है यदि आप बिक्री माइनस पी वी अनुपात घटाते हैं यदि आप निर्धारित लागत घटा रहे हैं तो आपको लाभ मिल रहा है और यदि आप इस बिक्री से लाभ घटाकर पी वी अनुपात से गुणा कर रहे हैं तब आपको निर्धारित लागत मिल रही है इसलिए इसे आसानी से गणना की जा सकती है और अंतिम चीज जिसे P V अनुपात की सहायता से गणना की जा सकती है मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी जिसे M S सुरक्षा का मार्जिनमार्जिन ऑफ़ सेफ्टी कहा जाता है और मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी की गणना इस सूत्र की मदद से की जा सकती है जो कि पी वी अनुपात से विभाजित लाभ है इसलिए P V अनुपात का उपयोग कुछ मूल्यों की गणना के लिए एक शॉर्टकट उपाय के रूप में किया जा सकता है यदि किसी स्थिति में विस्तृत जानकारी हमें नहीं दी जाती है तो यदि आप P V अनुपात की गणना करने में सक्षम हैं फिर हम इस पी वी अनुपात का उपयोग विभिन्न चीजों विभिन्न स्थितियों या विभिन्न स्थानों पर कर सकते हैं इसलिए यह हो सकता है उदाहरण के लिए हम P V अनुपात की सहायता से ब्रेक इवन पॉइंट्स की सीधे गणना कर सकते हैं हम लाभ की एक वांछित राशि अर्जित करने के लिए बिक्री का पता लगा सकते हैं हम परिवर्तनीय लागत की गणना कर सकते हैं हम लाभ की गणना कर सकते हैं हम निश्चित लागत की गणना कर सकते हैं और हम मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी की गणना कर सकते हैं अब सुरक्षा का मार्जिन क्या है सरल शब्दों में मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी को कुल बिक्री में से BEP बिक्री को घटाकर परिभाषित किया गया है कुल बिक्री में से ब्रेक ईवन बिंदु बिक्री घटाकर इसे मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी के रूप में जाना जाता है क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट्स तक हम कोई मुनाफ़ा नहीं कमा रहे हैं ब्रीकवेन प्वाइंट हम ब्रेक्जिट पॉइंट पर आ गए होंगे तब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कितना मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी उपलब्ध है क्योंकि उदाहरण के लिए हम विनिर्माण के लिए जा रहे हैं हमारे पास बाजार में किसी उत्पाद की 100000 इकाइयों के विनिर्माण और बिक्री की क्षमता है लेकिन हम जानते हैं कि बिक्री की 50000 इकाइयों तक हम ब्रेक ईवन बिंदु पर होंगे कोई लाभ या हानि नहीं और उसके बाद 50000 से ऊपर 50000 से 100000 इकाइयों को बाजार में बेचा जाना चाहिए यह राशि हमें लाभ देगी तो इसका मतलब यह है कि बाजार में बिक्री के पचास प्रतिशत प्राप्त करने के बाद मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी शुरू होता है बाजार में पहली 50000 इकाइयों को बेचने के बाद आप BEP की स्थिति में होते हैं उसके बाद आप मुनाफ़ा कमाना शुरू कर देंगे इसलिए यदि यह अंतर उदाहरण के लिए बड़ा है तो अब दोनों कंपनियां हैं कुल बिक्री वे 100000 इकाइयों की हो सकती है एक बार ब्रेक इवन पॉइंट्स 30000 यूनिट्स के बाद आता है और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट्स 50000 यूनिट्स के बाद आता है इसलिए इसका मतलब है आप समझ सकते हैं कि कंपनी B की तुलना में मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी कंपनी A के लिए अधिक है यह विभिन्न उत्पादों के लिए भी संभव हो सकता है एक कंपनी जो विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रही है वे उन विभिन्न उत्पादों के लिए सुरक्षा के मार्जिन की गणना कर सकते हैं उदाहरण के लिए जिस उत्पाद X का हम निर्माण कर रहे हैं और उस उत्पाद की 30000 इकाइयों तक आप पहुंच रहे हैं ब्रेक ईवन पॉइंट जबकि प्रोडक्ट खरीदने के मामले में आपको 50000 यूनिट्स की बिक्री करनी होगी और उसके बाद ब्रेक प्वाइंट की प्राप्ति होगी तो इसका मतलब है कि आप उत्पाद X के संबंध में मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी को जान सकते हैं कि उत्पाद संख्या दो की तुलना में कितना अधिक है तो इसका मतलब है कि मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी बहुत उपयोगी है और मैं आपके साथ मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी की अवधारणा पर भी बाद में चर्चा करुंगा और मैं आपको ब्रेक ईवन पॉइंट चार्ट में भी उस क्षेत्र को दिखाऊंगा लेकिन बस मैं आपको बताना चाहता था यहां पी वी अनुपात की सहायता से हम मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी की गणना कैसे कर सकते हैं अब हम अगले भाग की ओर बढ़ेंगे जो लागत के मार्जिन में सीखने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्सा है ब्रेक ईवन बिंदु बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है बिना किसी लाभ या नुकसान के एक बिंदु है दोनों को समान रूप से विभाजित किया गया है आपकी बिक्री और बिक्री की लागत दोनों पक्षों को समान रूप से विभाजित किया जाता है जिसे ब्रेक इवन पॉइंट्स के रूप में जाना जाता है इस ब्रेक इवन पॉइंट्स की गणना दो तरह से की जा सकती है इकाइयों के संदर्भ में और बिक्री के संदर्भ में अब हमें इससे क्या मतलब है इकाइयों का अर्थ है एक फर्म द्वारा उल्लिखित बिंदु पर पहुंचने के लिए बाजार में कितने इकाइयों का उत्पादन और बिक्री करना आवश्यक है चारों ओर एक और तरीका मूल्य के संदर्भ में आप यहां कह सकते हैं कि मैं इकाइयों के बारे में बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए 30000 इकाइयों की न्यूनतम बिक्री की आवश्यकता है हम यहां बिक्री मूल्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम केवल हमारे दिमाग में लागत और बिक्री मूल्य को ध्यान में रखकर इकाइयों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं हम इकाइयों की संख्या पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या आपके आस पास एक और तरीका यह कह सकते हैं कि कुल बिक्री की कितनी राशि को हमें ब्रेक ईवन प्वाइंट पर पहुंचने के लिए प्राप्त करना है इसलिए यहां हम बिक्री के मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं और पहले मामले में हम इकाइयों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों तरह से ब्रेक ईवन पॉइंट की गणना की जा सकती है उदाहरण के लिए आपने कंपनी के CCF होने के नाते पूछा या शायद यह देखें कि कंपनी का लागत लेखाकार आपके प्रबंधन द्वारा एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि आप इस उत्पाद को बाजार में पेश करते हैं कि हम कितने यूनिटों तक पहुँचेंगे तो इसका मतलब है कि आपको उन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए उस प्रश्न का उत्तर देना होगा विक्रय मूल्य क्या है हमारी परिवर्तनीय लागत क्या है कंट्रीब्यूशन क्या है निश्चित लागत क्या है और फिर उस BEP की स्थिति क्या है इकाइयों के संदर्भ में या यह पूछा जा सकता है कि बिक्री का क्या मूल्य प्राप्त करना आवश्यक है तो फिर हम इकाइयों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम कुल लागत को ध्यान में रखते हुए बिक्री मूल्य से इकाइयों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ा रहे हैं और उन कुल बिक्री मूल्य कुल लागत परिवर्तनीय और तय लागत से घटाकर हम बिक्री मूल्य की राशि पर ब्रेक इवन पॉइंट्स पर पहुँचेंगे अब ब्रेक ईवन बिंदु की गणना कैसे करें अगर इसे इकाइयों के संदर्भ में गणना करना है और इकाइयों के संदर्भ में ब्रेक ईवन बिंदु रूप में गणना की जा सकती है यह कुल निश्चित लागत को प्रति इकाई विक्रय मूल्य और प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत के अंतर से विभाजित करके ज्ञात हो सकती है तो यह अंतर कितना है यदि आप कुल निश्चित लागत को प्रति इकाई विक्रय मूल्य और प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत के अंतर से विभाजित करते हैं तो जवाब आ जाएगा उदाहरण के लिए चलो यहाँ आते हैं 30000 के रूप में है तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट्स पर पहुंचने के लिए हमें 30000 यूनिट्स का निर्माण और बिक्री करनी होगी अब मूल्य के संदर्भ में बिक्री के मूल्य के संदर्भ में ब्रेक इवन पॉइंट्स की गणना कैसे करें हमें अब एक अलग विधि के लिए जाना होगा और यह F S S V है बिक्री को निर्धारित लागत से गुना करते है और विक्रय मूल्य और परिवर्तनीय लागत के बीच के अंतर से विभाजित करते हैं यहां हम कुल निर्धारित लागत कुल बिक्री मूल्य इकाइयों की कुल संख्या प्रति इकाई बिक्री मूल्य से गुणा कर रहे हैं जो कि बिक्री बन जाती है और भाजक बिक्री में से परिवर्तनीय लागत घटाकर निकलता है तो इकाइयों की कुल संख्या और प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत यदि आप इसे पूर्ण मूल्य में लेते हैं तो आपको कुछ आंकड़ा मिल जाएगा उदाहरण के लिए आप कोई भी मूल्य लेते हैं और यहां 200000 रुपये कहते हैं इसका मतलब है बिक्री या 200000 रुपये के बिक्री स्तर को प्राप्त करने के बाद हम ब्रेक ईवन बिंदु पर पहुँचेंगे तो हमारे यहां दो अलग अलग फॉर्मूले दिए गए हैं जो इकाइयों के संदर्भ में ब्रेक इवन पॉइंट्स है बिक्री के मूल्यों के संदर्भ में ब्रेक इवन पॉइंट्स यदि आप इकाइयों के संदर्भ में गणना करना चाहते हैं तो हम प्रति यूनिट विक्रय मूल्य प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत घटाकर कुल निश्चित लागत को विभाजित करना होगा यदि आप मूल्य के संदर्भ में गणना करना चाहते हैं तो आपको यहां क्या करना है फिर आपको दूसरे मॉडल का उपयोग करना होगा और अन्य मॉडल F S S V है तो यह ब्रेक इवन पॉइंट्स की अवधारणा है और अगली बात बिक्री मूल्य की गणना का अर्थ है उत्पादन की गणना या बिक्री मूल्य लाभ की एक वांछित राशि अर्जित करने के लिए बिक्री की गणना या आप इकाइयों के संदर्भ में इसे आउटपुट के रूप में कहा जा सकता है इसलिए आप ब्रेक इवन पॉइंट्स की अवधारणा को लागू करके कैसे कर सकते हैं यदि आप लाभ की वांछित मात्रा अर्जित करने के लिए अब आउटपुट या बिक्री मूल्य की गणना करना चाहते हैं यदि यह इकाइयों के संदर्भ में है यदि आप गणना करना चाहते हैं कि बाजार में बिक्री के लिए हमें कितनी इकाइयों की आवश्यकता है उस स्थिति में आपको इकाइयों के संदर्भ में उस मूल्य को जानना होगा इसलिए आपको इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करना है आप निर्धारित खर्च और वांछित लाभ को जोड़कर इसे विक्रय मूल्य प्रति यूनिट माइनस वैरिएबल कॉस्ट प्रति यूनिट द्वारा विभाजित करके उपयोग कर सकते हैं इकाइयों के संदर्भ में आप न केवल ब्रेक इवन पॉइंट्स पर पहुंचने के लिए बल्कि अगले चरण पर जाने के लिए कई इकाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं और वह निर्धारित व्यय और लाभ की वांछित राशि है यहाँ हम केवल निर्धारित लागत लिए हैं लेकिन यहाँ हम लाभ की वांछित राशि जोड़ रहे हैं इसलिए यहां आउटपुट की वांछित राशि की गणना के मामले में हम निश्चित लागत प्लस इक्छित लाभ की राशि को विक्रयमूल्य प्रति इकाई माइनस प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत से विभाजित कर रहे हैं तो इस तरह से ब्रेक ईवन प्वाइंट की अवधारणा का उपयोग करके आप इकाइयों के संदर्भ में ब्रेक ईवन बिंदु का पता लगा सकते हैं जो न केवल ब्रेक ईवन बिंदु पर पहुंचने में हमारी मदद कर रहा है बल्कि लाभ की एक वांछित राशि कमाने के लिए तब भी बिक्री के मूल्य के संदर्भ में तो इसका सूत्र F S S V है तो इस तरह से भी अगर आप इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं तो आप एक काम करेंगे कि अब आप निश्चित लागत और लाभ दोनों चीजों की वसूली कर रहे हैं यहाँ ऊपरी हिस्से में तो हम ब्रेक इवन पॉइंट्स पर हैं हम केवल बिक्री के मूल्य से निश्चित लागत का गुणा कर रहे हैं यहाँ हम निश्चित लागत और लाभ दोनों को बिक्री मूल्य से गुणा कर रहे हैं इसलिए इन दो ऊपरी सूत्रों का उपयोग करके आप यूनिट के संदर्भ में ब्रेक इवन पॉइंट्स पर और बिक्री के मूल्य के संदर्भ में गणना कर सकते हैं यदि आप नीचे दिए फ़ार्मुलों का उपयोग करते हैं तो आप एक कदम भी ऊपर जा सकते हैं यह केवल ब्रेक इवन पॉइंट्स की गणना करने के लिए ही नहीं है बल्कि लाभ की वांछित मात्रा की गणना करने के लिए भी है और ब्रेक इवन पॉइंट्स की अवधारणा की सहायता से हम बिक्री की वांछित राशि की इकाइयों या बिक्री के मूल्य लाभ की एक वांछित राशि कमाने के लिए गणना कर सकते हैं और आखिरी बात यह है कि मैं फिर से मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी ले रहा हूं मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी में मैंने आपको बताया था कि यह पर कुल बिक्री से ब्रेक इवन पॉइंट्स पर बिक्री के बीच का अंतर है तो यहाँ कुल बिक्री माइनस ब्रेक ईवन पॉइंट सेल्स BPS है जिसे मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी के रूप में जाना जाता है और मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी की गणना एक अन्य तरीके से भी की जा सकती है जैसा कि मैंने पी वी अनुपात के अनुप्रयोगों को जानने के दौरान आपको पूर्व में बताया था यह लाभ को पी वी अनुपात से विभाजित करके निकला जाता है और इसकी गणना इकाइयों के संदर्भ में भी की जा सकती है यदि आप मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी की गणना करना चाहते हैं तो इसका मूल्य निकलता है लेकिन यदि आप इकाइयों के संदर्भ में गणना करना चाहते हैं तो आप गणना कर सकते हैं लाभ को योगदानकंट्रीब्यूशन contribution से विभाजित करने के लिए कह सकते हैं तो इसका मतलब है कि एक कंट्रीब्यूशन मूल रूप से है जो बिक्री मूल्य प्रति यूनिट माइनस वैरिएबल लागत प्रति यूनिट है जो आपको कंट्रीब्यूशन प्रति यूनिट का मूल्य देगा इसलिए यदि आप इकाइयों के संदर्भ में मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी की गणना करना चाहते हैं तो आप इस सूत्र की मदद से गणना कर सकते हैं और यदि आप बिक्री के संदर्भ में गणना करना चाहते हैं तो आप इस सूत्र का उपयोग मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी की गणना करने के लिए भी कर सकते हैं बिक्री के रूप में मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी कितना है जो कि कुल बिक्री से ब्रेक इवन पॉइंट्स की बिक्री के बीच का अंतर होगा और आपके पास का दूसरा तरीका यह गणना कर सकता है कि आप लाभ को P V अनुपात से विभाजित कर सकते हैं या प्रति यूनिट कंट्रीब्यूशन से लाभ को विभाजित करके आप इकाइयों में मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी की गणना कर सकते हैं तो ये कुछ अवधारणाएं हैं जिन्हें सीमांत लागत की अवधारणा का उपयोग करके विभिन्न स्थितियों में विभिन्न निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है इसलिए सीमांत लागत की अवधारणा को लागू करने और लागू करने के वास्तविक निर्णयों के लिए जाने से पहले हमें इस अवधारणा को बहुत स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक सीखना होगा और इसके बाद हम सीमांत लागत की मदद से विभिन्न निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को लागू करने में सक्षम होंगे इस प्रकार यहाँ इस कक्षा में मैं आपसे बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा करने के बाद यहाँ रुकूंगा और अगली कक्षा में पहले हम इस बारे में जानेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट्स चार्ट कैसे तैयार किया जाए इस कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की गणना कैसे करें तो हम उस चार्ट को सबसे पहले तैयार करेंगे उस स्थिति में हम दिखाएँगे कि उस चार्ट में ब्रेक इवन पॉइंट्स भी है हम दिखाएँगे कि कुल लागत रेखा कुल बिक्री लाइन और लाभ की घटनाओं और मार्जिन ऑफ़ सेफ्टी का आयाम क्या है तो उस चार्ट में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा जिसे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के इस चार्ट के रूप में जाना जाता है और उस चार्ट की मदद से पहले हम सभी बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे और फिर हम सीखेंगे कि विभिन्न प्रबंधन निर्णय लेने की प्रक्रिया में इस सीमांत लागत अवधारणा का उपयोग कैसे करें